सॉलिडवर्क्स Contd सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है पिछली कुछ कक्षाओं में हमने सॉलिडवर्क्स में कुछ अवधारणाओं को सीखा आज से सॉलिडवर्क्स में उन्नत अवधारणाएं हम इसे सीखेंगे पहली चीज एक संदर्भ प्लेन का निर्माण कर रही है उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि फ्रंट प्लेन टॉप प्लेन और राइट प्लेन का उपयोग कैसे किया जाता है यदि हमारे पास उस प्रकार की सतहें हैं तो हम स्केच बनाने की स्थिति में होंगे फिर एक्सट्रूड विकल्प एक्सट्रूड कट एक्सट्रूड बॉस का उपयोग करें शायद इस तरह की वस्तुओं को फिलेट करें जो हम इसका निर्माण कर सकते हैं हालांकि अगर वस्तु में एक अलग प्रकार की सतहों हैं झुकी हुई सतहों सुडौल रैखिक सतहों जो थोड़ा ऑफसेट हैं इस तरह की सतहों का निर्माण कैसे करें यही वह चीज है जिसे हम नाम संदर्भ प्लेन के तहत जानने जा रहे हैं तो अब हम सॉलिडवर्क्स खोलते हैं अब सामने के प्लेन पर एक वस्तु का निर्माण करते हैं मैं झुकी हुई सतहों के साथ एक कोणीय प्रकार के कोष्ठक का निर्माण करूंगा तो इस उद्देश्य के लिए मैं जो करने जा रहा हूं वह एक पंक्ति का उपयोग करना है हो सकता है कि एक बिंदु से शुरू करें वहां जाएं आमतौर पर यांत्रिक वस्तु का समर्थन करने के लिए हम इस तरह के एल कोणीय कोष्ठक का उपयोग करते हैं अब मैं उस लंबाई में से एक के लिए 100 इकाइयों की तरह कुछ बनाए रखने के लिए स्मार्ट परिमाप का उपयोग करना चाहूंगा इसी तरह यह भी 100 इकाइयाँ हैं अब इस तरफ निकला हुआ किनारा मोटाई नियंत्रण और इस तरफ निकला हुआ किनारा मोटाई इसलिए पहले एक नियंत्रण पकड़ का चयन करें और दूसरे को चुनें फिर इसे एक समान विकल्प बनाएं ऐसा करने से जब भी मैं मोटाई के एक तरफ के परिमाप को बदलने जा रहा हूं दूसरी मोटाई भी बदलती है इस उद्देश्य के लिए हम इस समान प्रतीक का उपयोग करने जा रहे हैं तो अब स्मार्ट परिमाप पर जाएं इस मोटाई को 10 इकाइयों के रूप में बनाए रखें इसलिए दूसरा पक्ष भी उचित रूप से बदलता है अब यह पूरी बात हम इसे 3 परिमाप में निकालना चाहेंगे तो क्योंकि यह लंबाई में 100 इकाई है इसलिए मैं इसे L कोणीय ब्रैकेट की तरह बनाने के लिए समान 100 इकाइयों का उपयोग करना चाहूंगा अब हम इस तरह के तेज किनारों को नहीं चाहते हैं इस उद्देश्य के लिए कि हम क्या करने जा रहे हैं हम एक आर्क की तरह कुछ का उपयोग करते हैं और उन हिस्सों को हटा देते हैं दूसरा तरीका यह है कि इस छोटे कोनों को कम करने के लिए फिलेट का उपयोग किया जाए तो इसे चुनें और इसे भी चुनेंफिलेट का उपयोग करें यहां हम हमेशा उस फिलेट का आकार 50 बढ़ा सकते हैं यह बहुत अधिक है इसलिए हम उस फीचर्स को संपादित करते हैं हो सकता है कि इसे 10 एमएम कर दें अब इसके लिए सामान्य है कि हम सर्कल त्रिज्या का एक सर्कल बनाएं आइए हम स्मार्ट परिमाप 12 इकाइयों और इस एक के लिए एक केंद्रीय बिंदु का उपयोग करें आइए हम स्मार्ट परिमाप का उपयोग करते हैं इस केंद्र बिंदु को इस रेखा से 12 इकाइयों तक भी ले जाते हैं इसी तरह इस बिंदु को भी 12 इकाइयों का बनाता है तो यह उसी का केंद्र होगा तो हमारे पास ये छेद हैं जिनके माध्यम से हम इन बोल्टों और नटों को लगा सकते हैं इसी तरह उस सतह के ऊपर हम केंद्र में एक और सर्कल बनाते हैं तो अब इस पर केंद्र की रेखा और हम इस केंद्र के लिए इस दूरी को 0 बनाना चाहते हैं ताकि यह एक केंद्र हो अब इसे चुनें फीचर्स पर जाएं अब हम उस हिस्से से गुजरते हुए शाफ्ट की तरह कुछ करना चाहेंगे तो हम इसे 20 इकाइ बनाते हैंओके पर क्लिक करें अब इस सतह पर हम एक इच्छुक सतह चाहते हैं जिस पर अतिरिक्त चीज होगी इसलिए अंतर प्लेन का निर्माण करने के लिए पहले हम वहां क्लिक करेंगे यह वस्तु और उसी झुकाव कोण के संबंध में है जो हम चाहते हैं तो उस उद्देश्य के लिए दूसरा संदर्भ चुनें और इस कोण को 315 डिग्री पर बदल दें अब हमने जो किया है क्योंकि हम उस इच्छुक प्लेन पर एक वस्तु का निर्माण करना चाहते हैं अगर मैं किसी भी फ्रंट प्लेन टॉप प्लेन साइड प्लेन को चुनता हूँ तो मैं उस झुकाव पर कोई स्केच नहीं बना सकता इस उद्देश्य के लिए कि हम इस विमान के संबंध में क्या कर रहे हैं मैं एक और प्लेन का निर्माण करना चाहूंगा जो इस लाइन से गुजर रहा हो यह ऊपर की दिशा हो सकती है यह नीचे की दिशा भी होगी 315 डिग्री के बजाय अगर मैं इसे 30 डिग्री करने जा रहा हूं तो यह नीचे चला जाता है इसलिए किसी भी मनमाने कोण पर मैं एक प्लेन का निर्माण कर सकता हूं तो पहले हमें 315 रखना हैओके पर क्लिक करें एक बार जब यह उस प्लेन के लिए अधोलंब हो जाता है तो कुछ भी निर्माण करें उदाहरण के लिए मैं यहां एक सर्कल का निर्माण करना चाहूंगा और जिसमें 24 व्यास की एक इकाई होनी चाहिए और वहां से मैं एक और लाइन का निर्माण करना चाहूंगा जो कि इस लाइन से होकर गुजरे अब मैं इस वस्तु को ट्रिम करने के लिए आगे बढ़ूंगा ओके क्लिक करें फिर इस एक को इस रेखा को इस एक को वस्तु को बाहर निकालने के लिए एक्सट्रुडेड बॉस बेस कर दें अब यदि आप देख रहे हैं तो उस सतह के अधोलंब मैं एक प्लेन का निर्माण कर सकता हूं अब हम इस पूरी तरह से निर्मित वस्तु को उस सतह के दूसरी तरफ छूना चाहेंगे इसलिए मैं इस सतह को पूरी तरह से इस सतह को छूने के लिए बाहर निकालना चाहूंगा मुझे क्या करना है दिशा को उल्टा करें इसलिए सतह पर निर्भर है तो सतह पर क्लिक करें नियंत्रण बटन फिर इस सतह पर क्लिक करता हूं फिर से मैं इस वस्तु को भेदने के लिए इस पूरे तरह के पदार्थ को पसंद करूंगा सतह तक मैं एक प्रक्षेपण करना चाहता हूं यदि यह सामान्य रूप से बाहर निकलने वाली चीज है तो यह उस के बाहर या अंदर चला जाता है उदाहरण के लिए हम इस एक नियंत्रण को देखें दूसरा तीसरा चौथा यह वह चीज है जिसे मैं बाहर निकालना चाहूंगा अगर मैं इसका उपयोग करता हूं तो यह बाहर निकालता है यदि मैं दिशा को उलटता हूं तो यह अंदर बाहर हो जाता है और हम इस तरह की अर्ध मर्मज्ञ सतहों को नहीं चाहते हैं लेकिन सतह के स्तर तक मैं बाहर निकालना चाहता हूं उस उद्देश्य के लिए जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं ब्लाइंड के बजाय सतह तक सभी तरह से जाएं किस सतह तक इस सतह तक हम चाहते हैं तो ओके पर क्लिक करें इसलिए यदि आप देख रहे हैं कि संपूर्ण वस्तु उस सतह तक एक्सट्रूडेड है जो भी प्रक्षेपण है वह हमारे पास होगा अब उस पर हम एक और बोल्ट तय करना चाहेंगे इस उद्देश्य के लिए अधोलंब पर जाएं अब एक स्केच बनाएं हो सकता है कि एक गोलाकार छेद जो हम चाहते हैं और यह केंद्र रेखा से गुजरना चाहिए तो अब इस हिस्से में ज़ूम करें स्मार्ट परिमाप का उपयोग करें पहले एक नियंत्रण बटन उठाओ केंद्र रेखा ओके पर क्लिक करें फिर इसे 0 करें अब हम उसमें से एक छेद बनाना चाहेंगे तो उस एक पर क्लिक करें यह एक फीचर्स पर जाएं एक्सट्रूड कट है अब हम इसे देखते हैं यदि हम एक पूर्ण कटौती चाहते हैं तो हम इसे 50 एमएम तक कर सकते हैं तो यह उस छेद से बाहर निकलता है ओके क्लिक करता है तो एक छेद है जो उस संपूर्ण वस्तु से गुजर रहा है अब हम इस भाग पर केवल इस धरातल पर एक स्लॉट जैसा कुछ रखना चाहेंगे तो आयताकार स्लॉट जैसा कुछ एक छोटा सा हिस्सा जो मैं चाहूंगा उस उद्देश्य के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं एक आयत का निर्माण किया गया अब यह हिस्सा चुना गया है हम कटौती करना चाहते हैं लेकिन कुछ मोटाई तक 50 तक नहीं लेकिन 10 एमएम की तरह कट जैसा यहां कुछ मैं चाहता हूं वह 5 एमएम से कम हो सकता है यदि आप देख रहे हैं तो यहां एक स्लॉट जैसा कुछ है अब मैं इस संदर्भ प्लेन को नहीं देखना चाहता हालांकि यह वहां है मैं इसे छिपाना चाहूंगा तो उस उद्देश्य के लिए मुझे उस पर क्लिक करना होगा तमाशा जैसा कुछ है उस पर क्लिक करें संदर्भ प्लेन छिपाया जाएगा अब इस धरातल पर मैं उस से गुजरने के लिए एक और षट्भुज किस्म का निर्माण करना चाहूंगा उस उद्देश्य के लिए यदि मैं एक संदर्भ प्लेन का निर्माण करना चाहूंगा तो मुझे क्या करना होगा सबसे पहले इस प्लेन का चयन करें गो टू रेफरेंस ज्योमेट्री फिर इस लाइन के संबंध में इस सतह को चुनें एक संदर्भ प्लेन का निर्माण करें दूसरे संदर्भ के लिए क्लिक करें उस पर क्लिक करें अब कोण को बदलें 315 डिग्री के बजाय मैं कुछ 300 डिग्री रखना चाहूंगा आइए हम इसे देखें उदाहरण के लिए आप एक लैपटॉप बनाना चाहते हैं एक लैपटॉप डिज़ाइन करना चाहते हैं फिर इस तरह के रेफरेंस प्लेन हमेशा मददगार होते हैं आइए हम ओके क्लिक करें इसलिए एक बार संदर्भ प्लेन का निर्माण किया जाता है सामान्य बात है मैं एक स्केच एक षट्भुज की तरह कुछ करना चाहूंगा अब मैं स्मार्ट परिमाप का उपयोग करना चाहूंगा यह बिंदु और यह बिंदु 20 इकाइयों की दूरी पर होना चाहिए किया गया अब उस सर्कल को हटा दें ठीक है अब उस सर्कल को हटा दें ओह इसके परिमाप हैं इसे क्लिक करें फीचर्स पर जाएं एक्सट्रुड बॉस बेस कर दें किस स्तर तक हम चाहते हैं सतह के स्तर तक इसलिए यह सतह तक ब्लाइंड नहीं है और सतह यह एक है और ओके क्लिक करते है इस हिस्से को ज़ूम करते हैं इसलिए विभिन्न सतहों पर अगर मैं वस्तुओं का निर्माण करना चाहूंगा तो यही वह तरीका है जिससे हम इन वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो पहली अवधारणा इस संदर्भ प्लेन के निर्माण के बारे में है अब एक ही संदर्भ प्लेन की अवधारणा का उपयोग करना हम ट्यूब पाइप और अन्य प्रकार की यांत्रिक वस्तुओं के निर्माण की स्थिति में होंगे तो हम उस पर भी गौर करें तो फिर से एक नया हिस्सा ठीक है अब सामने के प्लेन पर जाएं हम 0 से शुरू होने वाली एक लाइन का निर्माण करते हैं एक शाखा जो हम निर्माण करना चाहते हैं तो अब स्केच पट्टिका का उपयोग करें इसे लागू करें इसे लागू करें इसी तरह लागू करें कि यह एक यह एक लागू करें और हम 5 एमएम नहीं चाहते हैं लेकिन 10 एमएम लेकिन 8 एमएम जैसा कुछ में हम रुचि रखते हैं तो ओके क्लिक करें तो हमारे पास एक सर्कल है अब यदि मैं किसी एक बिंदु पर एक वृत्त खींच रहा हूँ या तो इस बिंदु पर या इस बिंदु पर और इस पूरी वस्तु को घूमता है मैं एक पाइपलाइन बनाने की स्थिति में हूं जो कि उसका शाखा संयुक्त है तो हमें उस शीर्ष प्लेन को लेना होगा फिर एक निश्चित त्रिज्या का एक चक्र बनाएं शायद 3 इकाइयां फिर ओके पर क्लिक करें अब सर्कल का चयन किया गया है अब उस फीचर्स में जाएं स्केच मोड से बाहर आएं इस वस्तु पर क्लिक करें बॉस स्वेप्ट बेस में फीचर्स का एक विकल्प है उस पर क्लिक करें तो यह वस्तु है और उस वस्तु को हम एक निश्चित अक्ष या रेखा के चारों ओर घूमने जा रहे हैं तो उस उद्देश्य के लिए यदि आप यहां देख रहे हैं नीला एक स्केच 2 है जिसे हमने सर्कल के रूप में हाइलाइट किया है अब इस मैजेंटा पर क्लिक करें और फिर लाइन पर क्लिक करें और फिर ओक पर क्लिक करें इसलिए हम उस पाइप नेटवर्क के निर्माण की स्थिति में होंगे यहाँ यह एक ठोस वस्तु है यह एक तुला की तरह है अब यदि आप बहुत पतले हिस्से की तरह कुछ बनाना चाहते हैं उस तरीके को कैसे रद्द किया जाए हमें पूर्ववत करें ठीक है तो पहले इस परिपत्र भाग का चयन करें फिर इस रेखा पर जाएं इस एक पर क्लिक करें फिर पतली सुविधा की तरह एक विकल्प है इस 1 एमएम को 005 एमएम में बदल दें फिर ओके पर क्लिक करें अब यदि आप बहुत पतले ट्यूब भाग देख रहे हैं तो आपको मिलेगा तो एक तरह से एक ठोस निर्माण कर रहा है अन्य इस पतले हिस्से का उपयोग करते है हम धातु शीट ट्यूब के निर्माण की स्थिति में होंगे अगली कक्षाओं में हम असेंबली चीजों के बारे में और इस सोलिडवर्क्स का उपयोग करके ऑटोमेशन बनाने के तरीके के बारे में जानेंगे